कीवर्ड्स प्रक्रिया स्तर के संकेत इनपुट मॉड्यूल ड्राइव पीएलसी इंटरफ़ेस यूनिट वोल्टेज चैनल तो हमारे पास है तो हम इनपुट मॉड्यूल को देखते हैं इनपुट मॉड्यूल मूल रूप से प्रोसेस लेवल सिग्नल को प्रोसेसर लेवल में बदलते हैं इसलिए आपको प्रोसेस लेवल सिग्नल से क्या मतलब है प्रोसेस लेवल सिग्नल सिग्नल होते हैं जो वास्तव में फील्ड पर मौजूद होते हैं उदाहरण के लिए 24 वोल्ट डीसी सिग्नल या 230 वोल्ट एसी सिग्नल या कभी कभी संपर्क भी हो सकते हैं कभी कभी कुछ आरटीडी प्लैटिनम आरटीडी या 4 से 20 मिली एम्पीयर करंट लूप हो सकते हैं जो सिग्नल वास्तव में सेंसर से सही निकलते हैं सेंसर और एक्ट्यूएटर उपकरण हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दिखाई देते हैं वास्तव में यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसलिए आप उस तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं ले सकते हैं उन्हें प्रोसेसर स्तर के सिग्नल में बदलना चाहिए जो कि जो डिजिटल हैं आमतौर पर पाँच वोल्ट या जो शायद 25 वोल्ट भी हो वह काम वास्तव में इनपुट मॉड्यूल द्वारा किया जाता है इसलिए उनका काम मूल रूप से प्रोसेसर स्तर के संकेतों के लिए प्रक्रिया स्तर के संकेतों का अनुवाद करना है उन्हें भी कभी कभी एनालॉग से डिजिटल में बदल देते हैं अगर वे हमेशा डिजिटल नहीं होते हैं तो काम जो मुख्य हैं एक और महत्वपूर्ण बात अलगाव प्रदान करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स यदि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को 215 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी दोनों से सीधे उजागर होते हैं तो संभावना है कि यह क्षतिग्रस्त हो जाएगा इसलिए आपको ऑप्टो कप्लर्स का उपयोग करके विद्युत या गैल्वेनिक अलगाव प्रदान करना होगा इनपुट मॉड्यूल बहुत बार प्रदान करते हैं वे गलत संकेत प्रदान करते हैं मान लें कि कुछ तार टूट गए हैं अक्सर वे गलत संकेत प्रदान करते हैं यह प्रक्रिया स्तर सिग्नल को प्रोसेसर स्तर संकेतों में परिवर्तित करने के अलावा है आम तौर पर वे दो प्रकार के होते हैं या तो वे एनालॉग इनपुट या डिजिटल इनपुट होते हैं हम उनके बीच अंतर को समझेंगे ठीक है उदाहरण के लिए संपर्क डिजिटल एक इनपुट होगा एक प्लैटिनम आरटीडी और एक एनालॉग इनपुट होगा इसलिए स्पष्ट रूप से हमें इसकी आवश्यकता है एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के लिए हमें डिजिटल रूपांतरण के अनुरूप होने की आवश्यकता है आमतौर पर 12 बिट्स सटीकता कभी कभी मल्टी चैनल एक इनपुट मॉड्यूल आमतौर पर कई भौतिक का समर्थन करता है और एक इनपुट मॉड्यूल कई इनपुट चैनलों का समर्थन करता है इसलिए प्रत्येक डिजिटल चैनल वास्तव में एक बिट लेता है जबकि एक एनालॉग चैनल आठ या बारह बिट्स ले सकते हैं इसलिए आमतौर पर एक इनपुट मॉड्यूल आपको 32 64 128 तरह के डिजिटल इनपुट चैनलों का पता लगाने में मदद करेगा लेकिन यह 8 16 या 32 एनालॉग चैनल का सपोर्ट करेगा ये सिर्फ कुछ विशिष्ट मूल्य हैं इसी तरह कभी कभी यह विशेष इनपुट लेता है जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं सीधे थर्मोकॉप्ल्स से कनेक्ट कर सकते हैं आप सीधे आरटीडीएस कनेक्ट कर सकते हैं वोल्टेज के रूप में इनपुट हो सकता है कभी कभी यह वर्तमान प्रतिरोध वगैरह दालों के रूप में हो सकता है उदाहरण के लिए एक शाफ्ट कोण एनकोडर को कभी कभी जोड़ा जा सकता है यह इनपुट मॉड्यूल की प्रकृति है फिर हमारे पास आउटपुट मॉड्यूल होगा रिवर्स करते हैं वे प्रोसेसर सिग्नलों को स्तर संकेतों को संसाधित करने के लिए अनुवाद करते हैं वे आउटपुट डिवाइस हैं और यह प्रक्रिया सिग्नल स्तर तब उसके बाद मोटर्स सोलनॉइड लैंप वाल्व जैसी चीजों पर जाते हैं वे वास्तव में काम करते हैं ठीक है उन्हें इस रूप में परिवर्तित किया जाता है उन्हें आम तौर पर बनाना पड़ता है ज्यादातर उन्हें बनाना पड़ता है अनुरूप बनाया जाता है या कभी कभी संकेतों को भी बंद कर दिया जाता है लेकिन उन्हें पावर में बढ़ाना पड़ता है क्योंकि उन्हें सही काम करना चाहिए इसलिए वे अलगाव भी प्रदान करते हैं और एनालॉग्स के लिए इसे वोल्टेज या वर्तमान वोल्टेज या वर्तमान ड्राइव प्रदान करना होता है इसलिए आमतौर पर जो इकाई प्रदान करेगी वह हम एक सर्वो एम्पलीफायर कहेंगे

तो यह AD रूपांतरण को मल्टीप्लेक्स करेगा जोकि आपके पास मल्टीप्लेक्स AD रूपांतरण है और उसी समय आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है हालांकि आप एक के बाद एक मान ले रहे हैं लेकिन आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप जो मान ले रहे हैं वह सब प्रक्रिया में एक ही समय से संबंधित हैं इसलिए आप XK YK ZK का उपयोग करते हैं ये सभी K समय पर हैं इसलिए इसके लिए आपको एक साथ सैंपल और होल्ड की आवश्यकता होती है जहाँ आप सैंपल का उपयोग करते हुए एक साथ मान लेते हैं और सर्किट पकड़ते हैं और आप पकड़ते हैं उन्हें और फिर AD कन्वर्टर उन्हें मिलाते हैं और आपके पास विभिन्न आउटपुट ड्राइवर भी हैं विशेष रूप से आउटपुट मॉडल मॉड्यूल के लिए इसलिए यह बुनियादी है ये बुनियादी चीजें हैं जो एनालॉग IO मॉड्यूल में शामिल होंगे और निश्चित रूप से सिंक्रोनाइजेशन के लिए कुछ तर्क होंगे एक अलग तरह का IO मॉड्यूल होता है जिसे वितरित या कभी कभी रिमोट IO मॉड्यूल कहा जाता है तो ये वास्तव में इंटेलिजेंट फील्ड माउंटेबल IO डिवाइस होते हैं इसलिए आप वास्तव में IO मॉड्यूल को मशीन पर डालते हैं और वहीं से आप एक तार खींचते हैं या आप इसे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं या आप इनपुट आउटपुट कंसंटेटर लेते हैं और कई स्थानीय वितरित IO को कनेक्ट करें और फिर एक डिजिटल संचार को वापस PLC में बनाएँ लाभ मुख्य रूप से केबल बिछाने की लागत में बचत हैं मैंने पहले उल्लेख किया है कि केबल बिछाने की लागत गैर है किसी भी औद्योगिक स्वचालन परियोजना का महत्वहीन हिस्सा है इसलिए वे वास्तव में औद्योगिक वातावरण में असुविधा का कारण बनते हैं उन्हें बनाए रखना मुश्किल होता है कभी कभी कार्ट आदि मिल सकता है इसलिए केबल की लागत और रखरखाव की लागत में बचत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से जब वे नेटवर्क पर होते हैं तो वे वास्तव में एक प्रोग्रामर एक प्रोसेसर या प्रोग्रामर से पैरामीटर करने योग्य होता है क्योंकि वे आम तौर पर प्रोसेसर के साथ संवाद करते हैं वे प्रोसेसर के साथ संचार करते हैं क्योंकि वहाँ वे वास्तव में खुद समझदार होते हैं और वे अपने काम में बहुत कुछ कर सकते हैं वे दूसरे अक्सर डिजिटल संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके संवाद करते हैं जो बहुत अधिक विश्वसनीय हैं आपने डेटा इंटीग्रिटी में बहुत सुधार किया है आपकी केबल आदि की लागत कम हुई है आमतौर पर अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है आप एनालॉग डिजिटल एन्कोडर को साथ में बहुत करीब से जानते हैं जिसके लिए लगातार धीमी गति से उत्पादन की आवश्यकता होती है केंद्रीय प्रोसेसर के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह लोड हो जाएगा काउंटर जो उच्च गति की घटनाओं की गणना करने की आवश्यकता है जिसे आप तेज़ गति से चलने वाले शाफ्ट कोण पल्स कुछ विशिष्ट लूप नियंत्रक तापमान नियंत्रण लूप आदि को जानते हैं जहां आपको केंद्रीय प्रोसेसर से सेट पॉइंट डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है और बुनियादी लूप वितरक IO मॉड्यूल पर काम करता है यह मुख्य प्रोसेसर उस से प्रभावित नहीं है इसलिए कि IO वितरित किया जाता है आम तौर पर इन दिनों अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है फिर आपके पास कुछ अन्य प्रकार के मॉड्यूल हैं जिन्हें फ़ंक्शन मॉड्यूल कहा जाता है कभी कभी उन्हें मशीन पर भी रखा जा सकता है और वितरित IO का हिस्सा बना सकता है लेकिन अन्यथा वे PLC रैक पर ही स्थित हो सकते हैं लेकिन फिर भी वे वास्तव में स्वतंत्र मॉड्यूल हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं मूल रूप से केंद्र प्रोसेसर लोड को कम कर सकते हैं ताकि सटीक और उच्च गति वाले कार्यों के लिए इसे कम बार बात करने की आवश्यकता हो और उनके पास अक्सर अपना तर्क अपने स्वयं के पूर्व कोडित नियंत्रण का होता है जहाँ नियम उनके पास अपना है आप अनुकूलन क्षमता जानते हैं कि यह अपने तरीके से ट्यून कर सकता है आपको बस इसे एक आदेश देना होगा कि आप खुद को ट्यून करेंगे तो यह होगा इसका अपना कोड है यह वास्तव में एक नियंत्रण लूप को ट्यून करेगा और विशिष्ट अनुप्रयोग स्टेपर सर्वो नियंत्रण मल्टी एक्सिस सिंक्रोनाइज़ेशन होगा जैसा कि हमारे पास है हम बस इसके बाद देखेंगे हम विनिर्माण सीएनसी मशीन नियंत्रण में जाएंगे इसलिए हम पाएंगे कि ऐसे कई मामले हैं जहां एक सटीक दो आयामी गति का निर्माण किया जाना है मान लीजिए कि हम वास्तव में एक सतह के साथ कुछ काट रहे हैं आपको सटीक दो आयामी गति पैदा करनी होगी आपको दो अक्ष गति कमांड के साथ गति देनी होगी और उन्हें बहुत सिंक्रनाइज़ किया जाना है इसलिए इसे मल्टी एक्सिस सिंक्रोनाइज़ेशन कहा जाता है ऐसे अनुप्रयोगों के लिए आमतौर पर आप फ़ंक्शन मॉड्यूल विशेष फ़ंक्शन मॉड्यूल का उपयोग करते हैं और कभी कभी वे वितरित के साथ भी उपयोग किए जा सकते है IO सिस्टम को मशीनों पर स्थित होना चाहिए यह एक अन्य नियंत्रक है जो एक वाल्व नियंत्रण मॉड्यूल है मैंने इसे चुना क्योंकि मैं इस पर पावर ट्रांजिस्टर दिखाना चाहता थाआप देखें आप पावर ट्रांजिस्टर देख सकते हैं इसे ड्राइव करना होगा वाल्व का मतलब यह हो सकता है की यह शायद एक है शायद एक हाइड्रोलिक्स सर्वो वाल्व या कुछ इसलिए इसे एक सोलनॉइड खींचना है ताकि कुछ बल पैदा हो ताकि पिस्टन चलता रहे इसके लिए इसे अच्छी मात्रा में करंट प्रदान करने की आवश्यकता है आपके पास ये है यह पावर ट्रांजिस्टर ड्राइव यह बाहर से सेट पॉइंट लेता है यह बस के लिए इंटरफेस करता है और सेंट्रल प्रोसेसर इसे सेट पॉइंट देता है और इसका अपना ऑनबोर्ड कंट्रोलर है तो यह एक विशिष्ट वाल्व है यह एक और तस्वीर है एक काउंटर मॉड्यूल की आप इस तथ्य को छोड़कर तस्वीर पर बहुत कुछ नहीं बना सकते हैं कि आप कुछ चीजों को देख सकते हैं आप उदाहरण के लिए जानते हैं हमें वापस जाने की आवश्यकता है इसलिए आप देखें आप देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए यह है पाँच काउंटरों के लिए यह मॉड्यूल सामग्री हैआप देखते हैं कि बस पर गणना का मान पढ़ना होगा इसलिए इन गणना मानों को पढ़ना होगा फिर ईवेंट सिग्नल्स जो जा रहे हैं ऊपर जायेगा ऊपर यह बात आनी ही है इसलिए यहाँ पाँच काउंटर हैं दूसरी ओर यह बस से भी जुड़ता है ताकि इन संकेतों को पढ़ा जा सके आम तौर पर इसका उपयोग किया जाता है इसलिए यह गिनती पढ़ने योग्य है फ्लाई पर क्योंकि इसमें ड्यूल पोर्टेड रैम और हाई स्पीड काउंट हैं बहुत उच्च गति की गणना के लिए सामान्य उपयोग कोई भी बड़े रजिस्टरों और चीजों को पसंद कर सकता है यह एक काउंटर पोजीशन डिकोडर है देखें एक सर्वाधिक काउंटर मॉड्यूल आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि पोजिशन डिकोडिंग अक्सर शाफ्ट कोण पल्स शाफ्ट कोण कोण एनकोडर पल्स की गिनती के द्वारा होती है जो एक निश्चित अवधि में आ रही हैं या हर पल्स का मतलब होगा कुछ छोटे कोण रोटेशन यदि आप शाफ्ट कोण स्थिति विकोडक रखना चाहते हैं तो यह मूल रूप से पल्स की गिनती कर रहा है मेरा मतलब है इनमें से कुछ आप जानते हैं इनमें से कुछ का उपयोग काउंटर के रूप में या इसका उपयोग स्थिति डिकोडर के रूप में किया जा सकता है आपके पास पल्स इनपुट हैं आप गिनती कर सकते हैं या आप शाफ्ट स्थिति पढ़ सकते हैं और दोनों वे और उच्च गति के लिए पठनीय होंगे जैसा हमने कहा यह तो सिर्फ आप जानते हैं कि आप पीएलसी प्रणाली का एहसास देते हैं यह वही है यह एक स्थिति नियंत्रण मॉड्यूल है इसलिए फिर से स्थिति नियंत्रण मॉड्यूल ऑनबोर्ड समर्पित उच्च गति सीपीयू स्थिति नियंत्रण में आमतौर पर बहुत तेज गणना की आवश्यकता होती है आपके पास उच्च गति सीपीयू समर्पित है विशेष रूप से आपके पास उच्च क्षमता वाले सीपीयू हैं आपने उच्च गति वाले प्रोसेसर का उपयोग किया है जब आपके नियंत्रकों के पास कम गति होती है आप उपयोग करते हैं आप जानते हैं कि आम तौर पर उन्हें महसूस करने के लिए माइक्रोकंट्रोलर जैसी चीजों का उपयोग किया जाता है जबकि यहां आप हायर एन्ड प्रोसेसर जैसे 68000 और मोटर ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं मोटर पर यह देता है एक ड्राइव है एक पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव होगा जिसे एक सेट पॉइंट दिया जाएगा और उस पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव को उस सेट पॉइंट का एहसास होगा दूसरी ओर यह उसे ले जाएगा स्वयं के निर्धारित बिंदु यह केंद्रीय प्रोसेसर से लेगा इसमें डिजिटल IO है जो अंतिम मोटर के आधार पर है विभिन्न उदाहरण के लिए स्टेपर मोटर के लिए यह वास्तव में डिजिटल IO द्वारा संचालित है तो ये इनमें से कुछ मॉड्यूल हैं जो पीएलसी सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं इसमें एक प्रोग्रामर पोर्ट है क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है बड़ी संख्या में पैरामीटर हैं जिन्हें सेट करना होगा और सेट बिंदु डेटा बस से आता है तो ये सभी मॉड्यूल कैसे जुड़े हैं यही विभिन्न डेटा पथ है यह समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि पीएलसी मुझे खेद है इसलिए पीएलसी है जैसा कि हम कहते हैं हमने कहा है कि यह रैक माउंटेड है ठीक है तो कई रैक हैं यह अलमीरा की तरह है कई रैक हैं प्रत्येक रैक में स्लॉट हैं इसलिए प्रत्येक स्लॉट में आप IO मॉड्यूल डाल सकते हैं या आप CPU मॉड्यूल और प्रत्येक स्लॉट में रख सकते हैं यह स्लॉट है यह रैक है और प्रत्येक स्लॉट में कई चैनल सही हैं इसलिए आठ एनालॉग चैनल हो सकते हैं चैनल इसलिए यह है कि I 0 वास्तव में व्यवस्थित है यह रैक स्लॉट चैनल है इसलिए यदि आप एक विशेष भौतिक संकेत की पहचान करना चाहते हैं तो आपको यह करना होगा आपके पास एक रैक स्लॉट चैनल का पता होना चाहिए जो कि विभिन्न निर्माताओं द्वारा विभिन्न तरीकों से कार्यान्वित किया जाता है अब इन सभी रैक को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे वास्तव में इस स्तर पर रिबन केबल्स से जुड़े रहें और फिर रैक से रैक कनेक्शन के लिए आम तौर पर हासिल किया जाते है ठीक है हम देखेंगे कि यह अगला आरेख है यदि आप किसी विशेष भौतिक संकेत की पहचान करना चाहते हैं तो आपको यह करना होगा आप एक रैक स्लॉट चैनल को संबोधित करना पड़ता है जो विभिन्न निर्माताओं द्वारा विभिन्न तरीकों से कार्यान्वित किया जाता है अब इन सभी रैक को जुड़ा होना चाहिए इसलिए ये वास्तव में इस स्तर पर रिबन केबल द्वारा जुड़े हुए हैं और फिर रैक से रैक कनेक्शन के लिए आम तौर पर हासिल किया जाता है ठीक है यह हम अगले आरेख में देखेंगे तो आप यहाँ हैं मIन लीजिये की यह एक रैक है यह एक रैक है तो आपके पास कई रैक हो सकते हैं उदाहरण के लिए वे वास्तव में इंटरफ़ेस यूनिट के रूप में जाने जाते हैं इसलिए ये इंटरफ़ेस हैं मॉड्यूल इसी तरह आप अपने मॉड्यूल की संख्या का विस्तार कर सकते हैं कभी कभी आप भर सकते हैं जैसा कि मैं बता रहा था कि आप अपने मॉड्यूल को अलग अलमीरा में रख सकते हैं जो अलग अलग कैबिनेट है मान लें कि अलमीरा वास्तव में एक कैबिनेट है एक विशेष की आवश्यकता है आपके लिए आप विशेष इंटरफ़ेस इकाई को जानते हैं तो आमतौर पर आपकी इंटरफ़ेस इकाई जिसमें आम तौर पर कहने को इतनी दुरी हो सकती है विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस तरह की दूरी की आवश्यकताएं एक निश्चित दर पर होती हैं इसलिए आप कुछ तक जा सकते हैं 100 मीटर की तरह जो बहुत है और कभी कभी आपके पास रिमोट हो सकता है वास्तव में आपके पास कुछ में अपना सीपीयू हो सकता है कुछ नियंत्रण कक्ष में आपका मूल पीएलसी सिस्टम है जबकि आपके पास विभिन्न शॉप फ्लोट्स में इन विभिन्न इंटरफ़ेस इकाइयाँ हैं जो आपको आधा किलोमीटर दूर भी पता चल सकतI है और इसी तरह तो ऐसे मामलों में आपको विशेष इंटरफ़ेस इकाइयों की आवश्यकता होती है जिन्हें दूरस्थ इंटरफ़ेस इकाइयाँ कहा जाता है इसलिए यह तरीका है कि ये सभी तत्व वास्तव में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बसें विस्तारित हैं फिर ये सभी चीजें जो हो रही हैं आम तौर पर समझना चाहता है आप इसे हासिल करना चाहते हैं इसलिए इसे देखने के लिए आप एक मैन मशीन इंटरफेस का उपयोग करते हैं और जैसे कि पीएलसी मॉड्यूल अक्सर बिना किसी मानव के हस्तक्षेप से काम करते हैं इसलिए जैसे कि उनके पास बहुत कम है आप जानते हैं कि एमएमआई क्षमता उनके पास आम तौर पर स्वयं द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है वे कुछ एल ई डी शामिल होंगी जो केवल यह संकेत देंगे कि क्या वे सामान्य रूप से काम कर रहे हों या नहीं लेकिन यदि आप कल्पना करना चाहते हैं अगर आप यह देखना चाहते हैं कि विभिन्न वेरिएबल को क्या हो रहा है यदि आप उन्हें ट्रेंड करना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरह से ऑपरेटर को दिखाएं यह विभिन्न मैन मशीन इंटरफ़ेस तत्वों के माध्यम से संभव है तो आपके पास ऑपरेटर पैनल हो सकते हैं जिसके द्वारा एक ऑपरेटर विभिन्न उपकरणों को कमांड दे सकता है उनमें से कुछ हो सकते हैं उनमें से कुछ मोबाइल हो सकते हैं फिर हम बटन जॉयस्टिक को धक्का देते हैं विभिन्न प्रकार के आप मल्टीफ़ंक्शन इनपुट पैनल जानते हैं विभिन्न चीजों के प्रकार इसी तरह यदि आप देख सकते हैं यदि आप वास्तव में एक पीसी को एक पीएलसी से जोड़ सकते हैं और जिस पर विभिन्न प्रकार के विज़ुअलाइज़ेशन सॉफ़्टवेयर हैं जो आपके संयंत्र को अच्छी तरह से दिखाएंगे और मुझे पता है कि तरल पदार्थ का स्तर ऊपर और नीचे जाएगा आपको स्क्रीन पर अच्छा दिखाना होगा इसलिए पीसी पर चलने वाले ऐसे विज़ुअलाइज़ेशन सॉफ़्टवेयर का उपयोग मैन मशीन इंटरफेस के लिए किया जा सकता है कभी कभी विशेष रूप से पावर के अनुप्रयोगों के लिए आपके पास दूरस्थ टर्मिनल इकाइयाँ होती हैं जो कि मूल रूप से सिस्टम काम कर रहा है मानवरहित स्टेशनों को किलोमीटर दूर से आप यह देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है आइए हम बताते हैं कि ट्रांसमिशन की कौन सी लाइनें चालू हैं जो बंद हैं इस तरह की प्रणाली को पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली कहा जाता है जिसे अक्सर SCADA कहा जाता है और इसलिए SCADA सिस्टम RTU का साथ देता है जिससे ऑपरेटरों को मानवरहित स्थानों को काफी दुरी से संचालित किया जाता है एक दृश्य मिलता है वहां MMI भी है एमएमआई उनका उद्देश्य भी होता है कभी कभी आपके पास पैनल पीसी होते हैं वे विशेष प्रकार के पीसी होते हैं जिनके साथ आप टच स्क्रीन करना जानते है ताकि आप जिस ऑपरेटर को जानते हैं वह टाइप नहीं करता है वह बस मूल रूप से सुविधा के लिए कर सकता है क्योंकि एक ऑपरेटर को प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना होगा और इसके साथ संगीन नहीं होना चाहिए आप जानते हैं उसके लिए जितना संभव हो उतना आसान आदेश देना चाहिए इसलिए लोग आपको ऐसे वातावरण में टच स्क्रीन जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए कहते हैं उदाहरण के लिए ये है इसलिए आप की कई विविधिता हो सकती है जो मैन मशीन इंटरफ़ेस प्रकार के उपकरणों को जानती है जो कि पीएलसी से शुरू होकर ऑपरेटर पैनल से मॉनिटर तक पीसी से लेकर की बोर्ड से लेकर प्रिंटर तक सभी के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है इसलिए यह यह इंटरफ़ेस करने के लिए संभव है फिर आपके पास प्रोग्रामिंग डिवाइस होना चाहिए और यह एक विशिष्ट प्रोग्रामर है प्रोग्रामर दो प्रकार के होते हैं या तो वे हैंडहेल्ड हो सकते हैं जिन्हें आप शॉप फ्लोर पर ले जा सकते हैं और सीधे पीएलसी प्रोग्राम कर सकते हैं या वे टेबलटॉप पे जा सकते हैं जहां आपके पास उच्चतर क्षमताओं वाले और जहाँ आप वास्तव में प्रोग्राम को ऑफ़लाइन विकसित करते हैं और जाते हैं वहां इसे लोड करते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे प्रोग्राम विकसित वातावरण भी हैं अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात संचार है इसलिए विभिन्न प्रकार के संचार उपलब्ध हैं जैसा कि आप को पहले ही बता चुके हैं उदाहरण के लिए बिंदु जहां आप एक इनपुट या आउटपुट मॉड्यूल से वास्तविक डिवाइस तक सीधे तारों को चलाते हैं वे हो सकते हैं बस संचार वास्तव में आंतरिक है मॉड्यूल के लिए या नेटवर्क संचार हो सकता है जहां नेटवर्क या रिमोट यह हमने पहले ही समझाया है संचार प्रौद्योगिकी हो सकती है संचार माध्यम विभिन्न हो सकते हैं उदाहरण के लिए या रेडियो हो सकता है या हो सकता है कोएक्सिअल चैनल या फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है इसलिए विभिन्न भौतिक मीडिया का शायद समर्थन होता है विभिन्न प्रोटोकॉल का समर्थन होता है उदाहरण के लिए RS 2324 से 20 मिली एम्पीयर करंट लूप RS 422485 ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं इसके अलावा नेटवर्क प्रोटोकॉल हो सकते हैं उदाहरण के लिए औद्योगिक ईथरनेट कभी कभी उपयोग किया जाता है जहां कम्प्यूटेशनल आवश्यकताओं को अच्छी तरह से जाना जाता है अच्छी तरह से समझा जाता है और आप जानते हैं कि सीएसएमए सीडी CSMACD मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल के कारण आप प्रद्रशन नहीं करने जा रहे जोकि नीचे नहीं करेगा आपके पास एक फील्ड बस है जो कि औद्योगिक वातावरण में नेटवर्किंग के लिए एक नया मानक है जिसे हम इसे और अधिक विस्तार से पढ़ रहे हैं अन्य कम लोकप्रिय हैं शायद मैं उन्हें कम लोकप्रिय कह सकता हूं उदाहरण के लिए कैन बस कैन बस एक अन्य अनुप्रयोग वातावरण में बहुत अधिक लोकप्रिय है कि ऑटोमोबाइल फील्ड बसें औद्योगिक वातावरण में लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं और कुछ बसें हो सकती हैं आप प्रोप्राइटरी जानते होंगे उदाहरण के लिए सीमेंस के पास एक बस है जिसे सीनिक कहा जाता है जो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बस है वितरित नेटवर्क IO के फायदे अच्छी तरह से समझ में आते हैं उच्च गति संकेतों की अखंडता को बनाए रखने पर लागत बचत जोकि डिजिटल आते हैं मूल रूप से डिजिटल संचार के फायदे और मशीन के पास एक बुद्धिमान मॉड्यूल होने के फायदे आपके पास अच्छा सेंसर हो सकता है डायग्नोस्टिक्स की गलती गलती बहुत अधिक हो सकती है आप जानते हैं कि सीपीयू को ओवरलोड किए बिना निगरानी कार्यों को महसूस किया जा सकता है आप स्टार्टअप जैसे विशेष कार्य कर सकते हैं इसलिए इस तरह के मामलों में पीएलसी सीपीयू वास्तव में पर्यवेक्षी प्रणाली और वास्तविक नियंत्रण प्रणाली उस जगह पे काम करता है तो आपके पास बेहतर केंद्रीकृत समन्वय निगरानी है इसलिए हम व्याख्यान के अंत में आ गए हैं मुझे उम्मीद है कि आपको एक निष्पक्ष रूप से मिल गया है जो एक पीएलसी प्रणाली बनाता है और जैसा कि फिर से प्रथागत है आपके पास कुछ बिंदु हैं विचार करने के लिए इसलिए सोचें कि क्या आप औद्योगिक स्वचालन कार्यों में दो विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं आइए हम एक बैंक का कार्य देखते हैं जो कम्प्यूटेशनल कार्य भी हैं जो एक पीएलसी प्रणाली के पांच प्रमुख घटकों का भी उल्लेख करते हैं हमने पांच से अधिक का उल्लेख किया है इसलिए आपको पांच का उल्लेख करने में सक्षम होना चाहिए और सामान्य वितरित और नेटवर्क I O के बीच अंतर करना आना चाहिए इसलिए यहां आज हम समाप्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर से मिलेंगे